छात्रों का स्वागत है हम अकाउंट्स पेबल हम एक छोटी सी समस्या की मदद से सीख रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसी पिछले व्याख्यान में भी समस्या है इसलिए सब फिर से मुझे याद है कि पिछली कक्षा में बात करना और चर्चा करना पसंद करते हैं और अब आपने पिछली कक्षा में क्या चर्चा की है और अब हमें क्या करना है अब हमें निर्णय लेना है इसलिए पिछली कक्षा में आपके साथ पहले से ही चर्चा की गई समस्या है और यहाँ हम 3 विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि यदि कोई कंपनी जो जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट था यदि वे भुगतान में देरी करना चाहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए और हमें भुगतान कब तक करना चाहिए ताकि अंत में वे जनरल इलेक्ट्रिक 15 और 30 सही 15 और प्रतिवर्ष 20 होगी इसलिए हमें पता चला कि जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 दिन है लेकिन कंपनी के जनरल इलेक्ट्रिक को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि भुगतान में और 10 दिनों की देरी है लेकिन इसके बाद वे चार्ज या पेनल्टी लेते हैं या 15 प्रति माह की दर से ब्याज दर 18 प्रति वर्ष है इसलिए आपको इस बारे में सोचना होगा कि क्या आप 40 दिनों से अधिक विलंब करना चाहेंगे या 40 दिनों से अधिक विलंब नहीं करना चाहेंगे इसलिए जब हमारे लिए उपलब्ध मूल्यवान विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है तो हम जो लागत कहते हैं उसे सी कहते हैं भुगतान को स्ट्रेच करने की लागत उपलब्ध नहीं होगा कि 41 वें दिन का भुगतान करने में भी देरी हो फिर 40 दिनों के लिए उपलब्ध यह पूरी फ़्लोट की बात करें तो यह 15 प्रति माह है तो हमारे यहाँ वही है कि वह मूल्य क्या था भुगतान 60 वें दिन किया जाता है भुगतान में 30 दिन की देरी होती है तो उस स्थिति में हमने गणना की है कि फर्म की लागत कितनी थी जो 990572 रुपये सही है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ परिणाम बहुत स्पष्ट है कि यदि आप 40 वें दिन भुगतान करते हैं तो कोई दंड 10000 रुपये के भुगतान की लागत जो हम बना रहे हैं वह 983626 है यह 10000 रुपये का शुद्ध वर्तमान मूल्य है जब भुगतान 40 दिनों के बाद या 40 वें दिन किया जाता है और जब भुगतान में 2 महीने की देरी होती है और भुगतान 60 वें दिन किया जाता है तो तुरंत फर्म को जुर्माना देना पड़ता है और जुर्माना 15 प्रति माह की दर से होता है इसलिए हमने उस दंड की गणना की है और उस मामले में जब आप यहां पेनल्टी के बारे में बात करें इसका मतलब है कि हमने पेनल्टी की गणना की है कि हम उन मॉडल व्यूज को देखते हैं जो हम पेनल्टी का उपयोग करते हैं जो 0015 है यदि पेनल्टी का कहना है फर्म को भुगतान करना होता है जो विलंबित अवधि के लिए होता है जिसका अर्थ है कि सामान्य अवधि की अनुमति दी गई थी सामान्य अवधि की अनुमति 30 दिनों की थी कि यदि आप भुगतान करते हैं जो 30 दिनों का है तो आपको क्रेडिट अवधि 30 दिन है लेकिन अगर आप 40 दिनों में भुगतान नहीं कर रहे हैं तो 10 दिन और इसका मतलब 40 दिन है तो कहने के लिए क्या है जनरल इलेक्ट्रिक ध्यान नहीं रखता है वे बुरा नहीं मानते हैं इसलिए कंपनी में देरी नहीं लगती है अगर यह 10 दिनों तक है लेकिन अगर भुगतान 40 दिनों के बाद किया जाता है तो 10 दिनों का यह फ्लोट 10 दिनों का है जो 30 दिनों की सामान्य क्रेडिट अवधि के बीच उपलब्ध नहीं होगा नि शुल्क लेकिन अगर आप इसे 10 दिनों के लिए करने के बजाय देरी कर रहे हैं भले ही आप इसे 11 दिनों के लिए देरी कर रहे हों तो यह फ्लोट उपलब्ध नहीं होगा और पूरे 1 महीने दूसरे महीने के लिए आपको 15 की दर से जुर्माना देना होगा सही है इसलिए जब हम गणना करते हैं कि पिछली कक्षा में उसके लिए लागत में देरी के भुगतान के लिए फर्म की समान लागत है जब हमने उस 10000 रुपये के नेट प्रेजेंट वैल्यू उसमें से 1००० रुपये का भुगतान ४० वें दिन यानी 983826 पर किया जाता है लेकिन अगर इसका भुगतान 4० दिन पर या 4० दिनों के बाद किया जाता है और 6०th दिन तक किया जाता है जिससे कि तब ये फ्लोट का अर्थ है 1 महीने के लिए जुर्माना देना होगा यदि आपने 2 महीने की देरी का मतलब है कि यदि आप तीसरे महीने के अंत में भुगतान करते हैं तो क्या होगा तो आपको 2 महीने के लिए जुर्माना देना होगा तो पहला महीना मुफ्त है लेकिन उसके बाद 10 दिनों से अधिक का मतलब है 40 दिनों के बाद आपको जुर्माना देना होगा इसलिए हम यहां गणना करते हैं कि जब हम जुर्माना लगाते हैं तो आधुनिक रूप से गणना की जाती है कि वर्तमान 10000 रुपये के नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रति वर्ष 15 है इसलिए अब आप देख सकते हैं कि इस अवसर की लागत के लिए दंड की तुलना में कम लागत होने के कारण फर्म को विलंबित भुगतान पर भुगतान करना पड़ता है और अंत में यह भुगतान जो जुर्माने के साथ किया जा रहा है कि उस का नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो अब आप 9838 कहकर अधिक भुगतान कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि हमें कितना अतिरिक्त भुगतान किया गया है हम अतिरिक्त 62 प्लस 5 का भुगतान कर रहे हैं लगभग 67 रुपये हम यहां अतिरिक्त भुगतान कर रहे हैं यह सभी 10000 रुपये नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि जब ऑर्डर से स्टील खरीद रही होती है यह एक शर्त हो सकती है और उदाहरण के तौर पर एक महीने में स्टील द्वारा कहे गए 20 करोड़ या 100 करोड़ हो सकते हैं इसलिए अगर आप दंड के बारे में बात करते हैं जो फिर से चलेगा तो यह भी पार नहीं होगा कि कम से कम करोड़ 40 लाख नहीं इसलिए आपको अधिक भुगतान करना होगा और यह एक ऐसी चीज है जो आपके द्वारा भुगतान की जा रही प्रत्यक्ष लागत है लेकिन साथ ही आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी भुगतान करना होगा और यह एक बहुत बड़ी लागत है यह एक बहुत बड़ी लागत है इसलिए हमें इस तरह की स्थिति से बचना चाहिए कि जब हम आपको 30 दिनों के बाद 10 दिनों का फ्लोट 18 है लेकिन अगले मामले में आप पहले से ही हम चर्चा कर चुके हैं कि जुर्माना 18 था और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अधिक है और दंड कम है तो फिर भी एक लाभदायक प्रस्ताव है कि यहां तक कि आपने देरी की तो आप पेनल्टी का भुगतान कर रहे हैं लेकिन उस भुगतान का नेट प्रेजेंट वैल्यू पर क्या होता है विकल्प की तलाश शुरू कर रहा था और उन्हें यह भी लगने लगता है कि यह खरीदार अच्छा भुगतान करने वाला नहीं है इसलिए हमें विकल्प को देखना होगा ताकि ऐसा न हो इसलिए यहां हमने 15 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी 30 इसलिए हमने देखा है कि जब विकल्प 1 क्या मैं फिर से बस के रूप में मैं इसे फिर से याद कर रहा हूँ क्योंकि विकल्प 1 में जब भुगतान 40 वें दिन सक्रिय किया जाता है तो एनपीवी 10000 रुपये का भुगतान कर रहा है लेकिन वास्तव में वे 968167 रुपये का भुगतान कर रहे हैं पैसे के समय मूल्य के समायोजन के बाद भुगतान कर रहे हैं उन्हें 10000 रुपये नहीं दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वे भुगतान में देरी कर रहे हैं क्योंकि खरीद के दिन भुगतान किया जाता है और 40 दिनों के बाद किए गए भुगतान में पैसे के समय मूल्य के कारण अंतर होता है इसलिए यह 968167 है और दूसरे विकल्प में हमने देखा है जब 2 महीने के बाद 60 वें दिन भुगतान किया जाता है तो जुर्माना होता है इसलिए उस आदेश का उस मूल्य का क्या मूल्य था जो उस आदेश के आगे 9672 967293 के लिए सही था तो इसका मतलब है कि यदि आप इसे देखते हैं तो यह 9672 967293 है इसलिए पहले 968167 पर जाएं और अब यह 967293 है इसलिए फिर से यह 10000 आदेश भी है लेकिन आप कुछ समय के बाद यह भुगतान कर रहे हैं तो आप यहाँ भुगतान कर रहे हैं विकल्प 2 में आप 60 वें दिन का भुगतान कर रहे हैं विकल्प में जब आप 40 वें दिन भुगतान कर रहे हैं जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने पर 40 वें दिन का भुगतान कर रहे हैं जुर्माने में 30 15 मतलब 18 प्रति वर्ष है विकल्प 1 आप 968167 का भुगतान कर रहे हैं और विकल्प 2 आप 967296 का भुगतान कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि यह दूसरी राशि विकल्प है फिर भी जुर्माना देने के बाद भी आप वास्तविक शब्दों में कम भुगतान कर रहे हैं हम कितना कह सकते हैं कि 8509 रुपये लगभग नौ रुपये है आप देख सकते हैं या शायद 9 रुपये के आसपास हम कम भुगतान कर रहे हैं जब हम भुगतान कर रहे थे 60 वें दिन हम जुर्माना का भुगतान भी कर रहे हैं लेकिन हम उस के एनपीवी को उस राशि से विभाजित करने की लागत है 0000822 नहीं 0000411 इसलिए जब से अवसर लागत 60 वें दिन भुगतान करने के बाद भी ऊपर चला गया है अपने 40 वें दिन आपके भुगतान की तुलना में एनपीवी 30 है अभी भी चिंता का अधिकार है चिंता की बात यह है कि अंतर कितना है 1 महीने के लिए भुगतान में देरी करने से फर्म को अतिरिक्त लाभ केवल 9 रुपये में केवल 9 रुपये है यदि आप इस राशि को केवल 9 रूपए देखते हैं तो केवल 9 रूपए बचाने के लिए या हो सकता है कि यदि यह आदेश का नियम है तो यह 9 लाख रूपए बचाने के लिए हां कह सकता है या शायद कहीं कम है कि इससे कम हम कई अन्य चीजों को खो रहे हैं मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष लागत के अलावा एक इनडायरेक्ट कॉस्ट लागत भी है इसलिए हम एक विलंबित वेतन मास्टर बन रहे हैं और कोई भी इस व्यवहार को पसंद नहीं करेगा क्योंकि इसमें कई नतीजे हैं जैसे यह सहजीवन को परेशान करता है और यह कई अन्य समस्याएं पैदा करता है तो हालांकि डायरेक्ट कॉस्ट 9 है केवल खेद है कि प्रत्यक्ष लागत अभी भी 9 कम है इसलिए इस मामले में केवल 9 रुपये की मात्र लाभ के लिए इस क्रम में आप चूकना चाहेंगे यदि आप चूक कर रहे हैं तो आपको चूक होना चाहिए यह एक बहुत बड़े लाभ के लिए है फिर एक बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर लाभ बहुत छोटा है और यह कहें कि आप उस भुगतान में देरी कर रहे हैं जिससे आप प्रतिष्ठा खो रहे हैं तो आप अपना नाम भी खो रहे हैं तो उस स्थिति में इसे टाला जाना चाहिए आपको नहीं होना चाहिए इसलिए हमने अब तक का मूल्यांकन किया है कि विकल्प 2 विकल्प हैं जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था इसलिए औसत चालान 30 है अब हम तीसरे विकल्प पर जाते हैं तीसरा विकल्प GE को 2 नकद छूट की सलाह देता है यदि भुगतान 10 दिनों के भीतर किया जाता है अन्यथा 30 दिनों की सामान्य क्रेडिट अवधि उपलब्ध है जो कि 210 नेट 30 राइट है तो अब हम इस विकल्प का मूल्य देखते हैं और जब आप इस विकल्प का मूल्यांकन करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि 2 नकद छूट नकद छूट यदि आप 2 नकद छूट लेते हैं तो कितना काम करता है यह 10000 2100 के रूप में काम करता है यह 200 रुपये कितना है इसका मतलब है कि 10000 रुपये का भुगतान करने के बजाय हम कितना 9800 रुपये का भुगतान कर रहे हैं हम 9800 रुपये का भुगतान कर रहे हैं हम मान रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15 है यदि सामान्य अपॉर्चुनिटी कॉस्टको स्वीकार नहीं किया जा सकता है इसे खारिज किया जाता है फिर यह निर्णय बहुत स्पष्ट है कि हमें 200 रुपये की छूट का लाभ उठाना चाहिए और यदि आप 10 दिनों के बाद भुगतान कर रहे हैं तो 200 रुपये की छूट का लाभ उठाते हुए आप न्यूनतम भुगतान कर रहे हैं जब अवसर लागत 15 है और नकद छूट 200 है तो इसका मतलब है कि हम केवल 9800 रुपये का भुगतान कर रहे हैं और यदि आप उदाहरण के लिए कहते हैं आप इस छूट को एक मिनट के लिए खो रहे हैं जो आप देखते हैं कि यदि आप उनकी छूट खो रहे हैं तो आप कितने प्रतिशत खो रहे हैं इस तरह से गणना की जा सकती है जो प्रति माह 36530 है यदि आप इस गणना की गणना करते हैं और कितना 2483 2483 है तो आपका नुकसान 2483 है तो इसका मतलब है कि खोया हुआ अवसर है या उस छूट को खोने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या छूट का लाभ नहीं है जो कि लगभग 25 है हम खो गए हैं 25 का लाभ जो आप ले सकते थे आप 10 दिनों के बाद जवाब दे सकते थे और 30 दिनों तक इंतजार नहीं किया था जिसे आपने 10 दिनों के बाद जवाब दिया था और आपने 10वें दिन भुगतान किया है तो आपको 2 की छूट मिल गई है इसका मतलब है कि आप 24 का भुगतान कर रहे हैं लगभग 25 जो आप बचा रहे हैं और वह 200 रुपये है जो आपके केवल 9800 रुपये का भुगतान कर रहा है और आप 200 रुपये की बचत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रति मिनट 3 स्थितियां हैं यदि आप भूल जाते हैं कि 30 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15 है और यहां तक कि इस मामले में भी कहें कि आपने भुगतान 40 वें दिन किया है तो आप वास्तव में कितना भुगतान कर रहे हैं आप 10000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं लेकिन उस भुगतान का एनपीवी पर भुगतान कर रहे हैं तो यह 15 है कि आप अपने भुगतान को 9905 जैसे कितना भुगतान करते हैं या 06 आप कह सकते हैं 72 भी है तो इसका मतलब है कि आप उन दोनों मामलों में भुगतान कर रहे हैं जो आप उस मामले में भुगतान कर रहे हैं जो आप छूट की राशि से अधिक का भुगतान कर रहे हैं या इसका मतलब है कि जब भुगतान 9800 की नकद छूट का लाभ उठाने के बाद किया जा रहा है तो 200 की नकद छूट और किए गए भुगतान 9800 हैं इसलिए हमें यह देखना होगा कि ये 3 विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं या तो आप भुगतान 40 वें दिन करते हैं आप भुगतान 60 वें दिन करते हैं या आप हमेशा नकद छूट और भुगतान 10 वें दिन सही करें इसलिए यदि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 है तो एक बात यह है कि हाँ हमें नकद छूट का लाभ नहीं लेना चाहिए और हमें कम से कम 40 दिनों के बाद भुगतान करना चाहिए यदि आप कम से कम 40 दिनों के बाद भुगतान करते हैं तो फर्म को कोई नुकसान नहीं होता है फर्म किसी भी दंड का भुगतान नहीं कर रही है फर्म भुगतान को अनुचित तरीके से कहने में देरी नहीं कर रही है और उनका एनपीवी 30 है छूट में कोई विचार नहीं है लेकिन इस मामले में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 है आपको 9672 या 9673 का भुगतान करके विकल्प 2 के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह 093 है तो 9672 क्योंकि सिर्फ 8 या 9 रुपये के मात्र लाभ के लिए आप बड़ी मात्रा में प्रतिष्ठा विश्वसनीयता और बाजार में खड़े होने के कारण खो रहे हैं मुझे लगता है कि भुगतान की देरी से आप जो बचत कर रहे हैं उसकी तुलना में यह बहुत महंगा है सिर्फ 8 या 9 रुपये सही तो यह है कि हम ऑर्डर क्या है और उस इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात करना था जो कि ब्याज की दर है और हमने चर्चा की है कि एक छोटी सी समस्या की मदद से प्रत्यक्ष लागत की गणना कैसे करें और हमने देखा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और यदि आप मॉडल के संदर्भ में थी जब हम जुर्माना दे रहे हैं और आपको इस मामले में जोड़ना होगा इसलिए यदि मुझे अभी भी मात्रा निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि मैं वहां हूं अप्रत्यक्ष लागत वहाँ है कि प्रतिष्ठा की हानि और रिश्ते की बढ़ती हुई और सप्लायर्स भी है

अब हम टेबल का मतलब है कि मैंने आपको किसी दिन कुछ परिचय दिया है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले ही चर्चा की है लेकिन हमें बस डिस्बर्समेंट फ्लोट है और y खरीदार है और यह वह कंपनी है जिसे x को आपूर्ति करनी है और y को आपूर्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान फर्म है और इसलिए y से भुगतान प्राप्त करना है तो सामग्री इस तरह से जा रही है और भुगतान इस तरह से आ रहा है अब उदाहरण के लिए जब Y बाजार में बहुत मजबूत है और x खरीद के साथ अच्छे संबंध के बिना अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता है तो उस स्थिति में Y बाजार में स्थिति का शोषण कर सकता है या शायद बाजार में X की बड़ी स्थिति तो क्या होगा वहाँ एक जगह है तो हम कह सकते हैं कि x है आगरा मे मैं आपसे पहले भी बात करता हूं और y दिल्ली में है उनका प्लांट 30 दिनों की है तो क्रेडिट अवधि 30 दिन है कि मैं आगरा की कंपनी को आपूर्ति करूंगा आदि आगरा दिल्ली में कंपनी को सामग्री की आपूर्ति करेगा और वे 30 दिनों के बाद उस सामग्री का उपयोग करेंगे वे आगरा में कंपनी को भुगतान का भुगतान वापस कर देंगे यह एक व्यवस्था है लेकिन दिल्ली में दिल्ली की कंपनी के पास उनका मुख्य कार्यालय है जो कॉर्पोरेट सही कह सकते हैं कोलकाता या गुवाहाटी में हमारा कार्यालय या कोई दूर की जगह इसलिए इसका मतलब 30 वें दिन जब कोलकाता कार्यालय के साथ इस चालान का भुगतान दिल्ली कार्यालय से होगा कलकत्ता जाएगा 30 वें दिन ऑनलाइन हैं और यह कंपनी की कोलकाता शाखा द्वारा जारी किया जाता है जिसका कार्यालय और संयंत्र और सब कुछ दिल्ली में भी है तो इसका मतलब यह है क्योंकि आगरा और दिल्ली को पारगमन में केवल एक दिन या 2 दिन लगते हैं इसलिए जब दिल्ली द्वारा चेक जारी किया जाएगा इसलिए 30 वें दिन चेक दिल्ली से आगरा तक पहुंचना चाहिए अगर यह दिल्ली से है तो भुगतान दिल्ली से किया जाता है फिर इस मामले में सप्लायर्स की आगरा शाखा या आगरा कार्यालय को चेक प्राप्त होगा वे उसी तारीख को बैंक में चेक में डालेंगे और बैंक पुष्टि के लिए चेक को वापस डाक से दिल्ली भेज देगा और पुष्टि यहाँ क्या है आगरा वापस आ गया तो वह जारी किया जाएगा उदाहरण के लिए इस पूरी प्रक्रिया में 4 दिन लगते हैं जिसमें 4 दिन लगते हैं लेकिन जब भुगतान इस कंपनी के कोलकाता कार्यालय से दिल्ली में किया जाएगा तब क्या होगा हालांकि कोलकाता कार्यालय के 30 वें दिन चेक फ्री हो जाता है उन्होंने भुगतान में देरी नहीं की उन्होंने डिफ़ॉल्ट के लिए सत्यापन के लिए चेक जारी किया गया है और फिर वह वापस चला जाएगा और आगरा में इस कंपनी को भुगतान किया जाएगा उदाहरण के लिए इस मामले में लिया गया कुल समय 10 दिन है तो इसका मतलब 4 दिनों का डिसबर्समेंट फ्लोट में शक्तिशाली स्थिति का उपयोग कर सकता है यह भी मन में जाना जाता है क्योंकि वे देखते हैं कि हमें एक बहुत अच्छा ग्राहक मिला है जो हमसे नियमित खरीदार है तो फैलाव की समस्या है फ्लोट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है हमें उन अन्य ग्राहकों की तलाश नहीं करनी है जिनके पास केवल 100 उत्पादन ही एकल कंपनी के लिए जा रहा है यदि यह 4 कंपनियों या 3 कंपनियों या 5 कंपनियों के छोटे खरीदारों के लिए कहने के लिए जाता है तो उस स्थिति में पैकेजिंग आपके वितरण खर्चों पर खर्च करती है आपके आपूर्ति व्यय परिवहन बीमा में संभवतः वृद्धि होती है इसलिए सप्लायर्स कहा जाता है कि हम चेक जारी करते हैं और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि चेक आगरा कार्यालय में पहुँचता है लेकिन चेक आगरा कार्यालय में पहुँचता है लेकिन अंततः 10 में कोलकाता के इस कंपनी के कार्यालय से भुगतान को सही बताया गया है जिसका अर्थ है कि आप इसे जारी कर सकते हैं तरह की जाँच आप जानते हैं कि इसमें 10 दिन का समय लगता है तो कृपया चेक जारी करें जो 10 दिनों के बाद वापस आएगा कल आप एक और चेक के खिलाफ दिखाते हैं जो 10 दिनों के बाद भी वापस आ जाएगा तो मेरे साथ आज जारी किया गया चेक 10 वें दिन आएगा कल जारी किया गया चेक 11 वें दिन आएगा कल जारी किया गया चेक या उसके बाद का दिन 12 वें दिन आएगा जिसका मतलब है कि 10000 रुपये का एक छोटा सा बैलेंस रखने पर ऑर्डर का आकार वही है जो आप कर रहे हैं आप कई 1000 या कोर का व्यवसाय कर रहे हैं आप बैंक में कोई शेष राशि नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि किसी विशेष दिन पर केवल 1 चेक प्रस्तुत किया जाएगा और हमारे द्वारा हाल ही में दिल्ली में की गई सभी जाँचों का शेष राशि रखने के अलावा हमारे खाते में शेष राशि का इतना हिस्सा है कि हमारा औसत डिसबर्समेंट फ्लोट है और 10 दिनों का है इसलिए तालिकाओं के प्रबंधन की आवश्यकता है कि यह संभव है कि कई मंजिलों का उपयोग किया जा सकता है एक नैतिक नहीं है यह अवैध नहीं है यह फर्म की प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं करता है यह स्थिति पैदा नहीं करता है जो बाजार में अवांछित होने की उम्मीद नहीं है यह बहुत उपयोगी स्थिति है और यह दोनों के लिए जीत है दोनों आपूर्तिकर्ता को एक बड़ा खरीदार मिल रहा है और खरीदार को पर्याप्त डिसबर्समेंट फ्लोट भी तो दोनों का आनंद लें इस प्रक्रिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो डिसबर्समेंट फ्लोट का उपयोग किया जा सकता है और भुगतान को बढ़ाया जा सकता है और किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के जुर्माना का भुगतान किए बिना इस तरह के संबंध इस तरह की स्थिति बनाई जा सकती है लेकिन यहां हमारे पास सावधानी की बात यह है कि हमें खरीदार और आपूर्ति के बीच के संबंध को देखना होगा जो दांव पर नहीं होना चाहिए हमें सप्लायर्स हैं सभी भुगतान केवल कोलकाता से चलते हैं इसलिए आपको कोलकाता से भी भुगतान मिलेगा यदि यह आपको स्वीकार्य है हमारे साथ आपके सप्लायर्स को संवितरण फ्लोट भुगतान क्या है सबसे लंबे मेलिंग और समाशोधन समय के साथ जगह से किया जाता है तो इसका मतलब है कि इस कंपनी के लिए शायद दिल्ली से नहीं बल्कि कोलकाता में सबसे लंबी लंबी मेलिंग का आनंद लिया जा रहा है तो यह भुगतान में देरी और कानूनी और महत्वपूर्ण भुगतान में फ्लोट का आनंद लेने का एक अलग तरीका है अब मैं आपके साथ कुछ अन्य बातों पर चर्चा करता हूं फिर एक और आरोप भी और कुछ अतिशयोक्ति के संदर्भ में सावधानी के साथ इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा लेकिन अगली कक्षा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद